प्रथम घात के ODE को हल करने की विधियां यथातथ समीकरण बनाना इस वीडियो में हम यथावत समीकरणों के कुछ उदाहरणों को हल करेंगे आइए हम कुछ समीकरणों को हल करते हैं और अब हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार ऐसे समीकरणों को जो यथावत समीकरण नहीं है उन्हें विभिन्न विधियों के द्वारा कुछ परिवर्तन करके यथावत समीकरण कैसे बनाए जा सकते हैं और उसके पश्चात उनका समायोजन करके हल प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि हमें पहले से ही समीकरणों को समायोजित करने की तकनीक पता है तो इस विधि को कारकों के समायोजन की विधि कहते हैं हम यहां पर कुछ कारकों के समायोजन की विधि देखेंगे तो इस प्रकार यह एक यथातथ समीकरण नहीं है हम कोई फलन लेते हैं और समीकरण को उस से गुणा करते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त समीकरण यथातथ समीकरण हो जाता है इस प्रकार का फलन जिसे आप समीकरण के साथ गुणा करते हैं उससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अथवा समायोजन कारक कहते हैं हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से समायोजन कारकों को ज्ञात कर सकते हैं मैं अभी आप लोगों को एक उदाहरण दूंगा यह उदाहरण एक यथातथ समीकरण का है हम इसे उसी प्रकार हल करेंगे जैसा हमने पहले प्रश्नों में किया था तो उदाहरण कुछ इस प्रकार है प्रश्न 5 x43x2y2 2xy3 dx 2x3y 3x2y2 5y4 dy0 है हम इस अवकल समीकरण को किस प्रकार हल कर सकते हैं यदि यह स्वरूप का M dxN dyहो तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यह स्वरूप MxydxNxydy0का है तो इस प्रक्रिया में हमें केवल यह सुनिश्चित करना है कि क्या दिया हुआ समीकरण यथातथ समीकरण है अथवा नहीं इसमें यथातथ होने की शर्त ∂M∂y∂N∂x होती है हम इस शर्त के पूरे होने की जांच करते हैं और यदि यह संतुष्ट होती है तो हमें पता है कि हमें प्रश्न को आगे किस प्रकार से हल करना है हमें पता है कि इस प्रकार के प्रश्नों में समाधान को किस तरीके से लिखा जाना है ∂M∂y6x2y 6xy2 क्या है हम यह देख रहे हैं कि पहला पद केवल x का फलन है तो किसका व्युत्पन्न y के सापेक्ष 0 होगा इस प्रकार से हमने ∂M∂y6x2y 6xy2 से जानकारी उपलब्ध की अब हम ∂M∂y6x2y 6xy2 की जांच करेंगे यहां पर पहला पद 6x2y है दूसरा पद पुनः x के सापेक्ष 6xy2 तीसरा पद y का फलन है यदि यह व्युत्पन्न है तब यह 0 के बराबर है इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही समान है और दोनों ही दी गई शर्त को संतुष्ट करते हैं तो इस प्रकार यह समाधान को बताते हैं समीकरण के लिए साधारण समाधान को यह दिए गए यथावत समीकरण के लिए साधारण समाधान है यहां पर हमने देखा कि x0xMxy dxy0yNx0y dyC M हम x के सापेक्ष कार्य करेंगे इस प्रकार y जैसा है वैसा ही रखते हैं इसके साथ ही हम y0 को समायोजित करते हैं जो एक निश्चित संख्या है दिए गए अवकल समीकरण के डोमेन में राशि y के लिए यदि हम N को समायोजित करते हैं ydy तब हमें दशा में x को स्थिर रख रहे हैं यह x0 के बराबर हो जाएगा जो कि एक निश्चित संख्या है तो इस प्रकार यह एक साधारण समाधान है तो आइए देखते हैं कि वास्तव में यह क्या है यहां C एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इस प्रकार में समाधान को सीधे ही लिख सकता हूं जो कि कुछ इस प्रकार होगा M dx 5 x43x2y2 2xy3 यह M है जिसका x व्युत्पन्न 0xMxy dx x5x3y2 x2y3 है जिसे मैंने एक्स के सापेक्ष समायोजित किया है जहां x0 का मान 0 के बराबर है यदि मैं x0 का मान 0 के बराबर रखता हूं तब हमें यह समाधान प्राप्त होगा इसके साथ ही हम y0 के मान को भी 0 रख सकते हैं और यदि हम ऐसा करते हैं N के अंतर्गत यदि हम x0 के मान को 0 के बराबर रखते हैं तब 0yNx0y dy 0y 5y4 dy प्राप्त होता है यदि हम y के सापेक्ष समायोजित करते हैं तब इससे हमें x5x3y2 x2y3 y5C प्राप्त होगा इस प्रकार यह दिए गए अवकल समीकरण के लिए एक साधारण समाधान है यह हमारा दिया गया अवकल समीकरण है जिसके लिए हमने अभी अभी साधारण समाधान प्राप्त किया जिसमें C एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है अब हम पहली घाट का एक अवकल समीकरण लेते हैं जो पहले से एक यथावत अवकल समीकरण नहीं है परंतु हम उससे यथावत अवकल समीकरण बना सकते हैं हम किस प्रकार यथावत समीकरण बना सकते हैं दिया गया अवकल समीकरण कुछ इस प्रकार है हमें यहां पर एक अवकल समीकरण दिया गया है जो पहली घाट का है और यह इस स्वरूप M dxN dy0 का है तथा इसमें N एक फलन है यह x तथा y का फलन है परंतु यह एक यथार्थ समीकरण नहीं है इसका मतलब कि इस समीकरण के द्वारा शर्त संतुष्ट नहीं होती है हमने शर्त की जांच कर ली और अब हमें पता है कि ∂M∂y∂N∂x हमें इस प्रकार के कुछ प्रश्न भी मिल सकते हैं तो आइए देखते हैं कि हम इस प्रकार के समीकरणों को किस प्रकार से यथावत समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं यहां पर एक सिद्धांत कार्य करता है हम समीकरण MxydxNxydy0 को किसी एक फलन से गुणा करते हैं बाएं हाथ की ओर हम किसी फलन μx y से गुणा करते हैं बाएं हाथ की ओर हम गुणा करेंगे और दाएं हाथ की और पहले से ही 0 है तो अब भी 0 ही रहेगा यदि मैं इस प्रकार से गुना करता हूं तब μx y MxydxNxydy0 यहां पर μx y≠0 हम किस फलन से गुणा करें जिससे कि दिया गया समीकरण एक यथातथ समीकरण बन जाए तो इसका मतलब समीकरण μ Mdxμ N dy0 अब हमारा M तथा N इस प्रकार का है कि अगर मैं x y के किसी फलन से गुना करता हूं तब दिया गया समीकरण गया था तब समीकरण बन जाए इस प्रकार हम देखते हैं कि समीकरण के यथावत समीकरण होने के लिए क्या शर्त है यथार्थ समीकरण होने की शर्त अब कुछ इस प्रकार बन जाती है ∂μM∂y इसे हम ∂μN∂x के बराबर रखेंगे तो इसका मतलब mu y हम इस प्रकार लिख सकते हैं यहां y सब्सक्रिप्ट अथवा नीचे लिखा हुआ आंशिक व्युत्पन्न को दर्शाता है इस प्रकार y सब्सक्रिप्ट मतलब μx y की आंशिक व्युत्पन्न राशि y के सापेक्ष My एक आंशिक व्युत्पन्न है M का आंशिक व्युत्पन्न y के सापेक्ष y Mμ Myx Nμ Nx प्राप्त होता है N μx M yμ इसे मैंने सिर्फ क्रमगत किया है यदि xy का एक फलन है तब यह समीकरण को संतुष्ट करेगा ऐसे समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए अब यदि मैं किसी फलन μx y से गुना करता हूं इस प्रकार की वह समीकरण को संतुष्ट करता हो तब इस प्रकार में उम्मीद कर सकता हूं कि हम उस समीकरण तक पहुंच जाएंगे जो कि एक यथावत समीकरण होगा एक ऐसे फलन से गुना करने से मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं कैसे मैं फलन को प्राप्त कर सकता हूं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे पास My NxN μx M y1 है यदि mu x का एक फलन है उदाहरण के लिए यदि किसी ऐसे फलन mu को लेते हैं जो केवल x का फलन है तब उस दशा में y 0 के बराबर होता है ठीक इसी प्रकार से ऊपर लिखे हुए समीकरण में हुआ Mu को संतुष्ट होना होगा जो कि एक xy का फलन है चलिए मान लेते हैं μxy उस से गुणा करने के बजाए किसी ऐसे फलन से गुणा करते हैं जिसमें 2 राशियां हो यदि हम किसी ऐसे फलन से गुणा करते हैं जिसमें केवल एक राशि है मान लिया हमारे पास μ फलन है और यह केवल x का फलन है आइए देखते हैं इस समीकरण का क्या होगा यह My NxN μx1 बन जाएगा क्योंकि y 0 के बराबर है क्योंकि mu केवल x का फलन है इससे हमें प्राप्त होता है My NxNdμdx 1 अब यदि mu केवल x का फलन है तब यह μx होगा हम यदि μx को इस पक्ष की और कर लेते हैं तब यह वास्तव में dμdx है इससे हमें जो राशि प्राप्त होगी उसे हम क्रमागत करके कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं dμMy NxN dx यदि mu x का एक फलन है और उससे मैंने समीकरण को गुना किया है जिसके फलस्वरूप समीकरण यथातथ समीकरण बन गया है तब mu दी गई इस शर्त को संतुष्ट रहता है mu शर्त dμMy NxN dxइस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है हम एक ऐसे mu को हल करना चाहते हैं यह फलन ∂M∂y ∂N∂x N dx x का एक फलन होना चाहिए तभी हम एक ऐसा mu प्राप्त कर सकते हैं तो हमें इस स्थिति में कौन सी दशा को सुनिश्चित करना है हमें इस प्रकार सुनिश्चित करना है कि ∂M∂y ∂N∂x≠0 अब यदि यह केवल x का फलन होता तब हम किस प्रकार कार्य कर सकते थे तब हम इससे समायोजित कर सकते थे dμ x का एक फलन है इसे हमने ϕमान लिया इस प्रकार ∂M∂y ∂N∂x N dx अब ϕ dx हो गया तो इस प्रकार से यहां राशियां पृथक पृथक हो गई अर्थात राशियों का विच्छेदन हो गया इसे हमें यह पता चलता है कि यदि हम दोनों पक्षों का समायोजन करें तब आइए देखते हैं क्या होता है इस समायोजन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी होगा dμx dx C का समायोजन करें इस प्रकार हमें log μx dx C प्राप्त होगा क्योंकि हमें निश्चित तौर पर यह नहीं पता कि का मान क्या है इसलिए इससे हमें mu का एक स्वरूप प्राप्त होगा जो इस प्रकार है μex dx eC जहां C एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है eC एक अन्य आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहां पर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 है जो इस प्रकार है C1eC इसलिए मैंने एक फलन ex dx से गुणा किया है जहां x यहां पर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह केवल x का फलन है इस दशा में हम एक फलन mu प्राप्त कर सकते हैं और यह केवल x का फलन होगा अगर यदि हम इस से गुणा करते हैं तब हम समीकरण को यथावत समीकरण में परिवर्तित कर देंगे इसके आगे हमें पता है कि यथार्थ समीकरणों को कैसे हल किया जाता है हमने यथावत समीकरणों को हल करने की प्रक्रिया को पहले ही सीख लिया है उसी प्रक्रिया के द्वारा समाधान ज्ञात करेंगे और इस प्रकार हम एक समीकरण जो पहले से यथावत समीकरण नहीं था उसको mu से गुणा करके यथावत समीकरण में परिवर्तित करके उसका हल ज्ञात कर लेंगे हमने mu को कैसे ज्ञात किया हमने शर्त को सुनिश्चित कर लिया है और इस प्रकार यह केवल x का फलन है यदि यह केवल x का फलन है तब हम इस समीकरण को हल कर लेंगे आइए चले हम एक दूसरी स्थिति को देखते हैं जहां mu इस प्रकार का है कि यह केवल y का फलन है अगर इसके पहले वाली स्थिति को हम केस 1 कहे तब यह केस2 है इस प्रकार हम कई सारी परिस्थितियों पर प्रश्न कर सकते हैं ज्यादातर हमें केस 1 पर आधारित प्रश्न ही मिलेंगे और हम उस परिस्थिति को भी देखेंगे जब के 2 प्रकार का प्रश्न है हम देखेंगे जब xy केवल y का फलन है अभी हम ऐसे फलन y को प्राप्त कर लेते हैं तब हमारे समीकरण का क्या होगा My NxN μx M y1 वास्तविक समीकरण है इस समीकरण का क्या होगा My Nx M y1 N μx जीरो के बराबर हो जाएगा अगर हम से विभाजित करते हैं तो उस दशा में विभाजक में केवल M y है तो इसे हमें यह प्राप्त होता है कि mu y का फलन है ydμdy यह कुछ और नहीं बल्कि dμdy1My Nx M है अब इससे यदि समायोजित करें तो हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा यदि हम राशियों को प्रथक प्रथक करते हैं तब dμMy NxN dy तो इस प्रकार हम समीकरण को कब समायोजित कर सकते हैं यदि यह केवल y का फलन है तब हम दोनों पक्षों को समायोजित कर सकते हैं अब हमें और क्या सुनिश्चित करना है हम यह सुनिश्चित करेंगे कि क्या फलन ∂M∂y ∂N∂x Mϕ केवल y का फलन है हम देखते हैं कि यह केवल y का फलन है दिए गए अवकल समीकरण में जहां M तथा N का मान ज्ञात है तो आप इसकी गणना कर सकते हैं यदि यह केवल y का फलन है तब आप इससे समीकरण को समायोजित करके हल प्राप्त कर सकते हैं इंटीग्रेशन से हमें log μy dy C प्राप्त होगा जहां एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी है इस प्रकार से हम μC1ey dy प्राप्त करते हैं जहां C1 एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है परंतु हमें केवल फलन चाहिए अगर हमें से गुणा करते हैं तब हम समीकरण को यथावत समीकरण बना सकते हैं यदि हम किसी अचर से गुणा करते हैं तब यह सही है यदि हम μC1ey dy चुनते हैं और यदि इसे समीकरण के साथ गुणा करते हैं तब हम समीकरण को यथावत समीकरण बना सकते हैं यदि हम C1 के लिए कोई मान चुनते हैं साधारण समाधान में कोई परिवर्तन करे बगैर यदि हम C1 के मान को एक रखते हैं तो इस प्रकार से हमें समायोजन कारक प्राप्त हो जाएगा इससे ही समायोजन कारक अथवा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं तो हमने यहां पर क्या किया हमने 1 समीकरण तैयार किया है हमें एक समीकरण दिया गया था जिसका स्वरूप M dxN dy0 था और यह यथावत समीकरण नहीं था क्योंकि यह शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा था यहां पर हमने mu से गुना किया है जिससे समायोजन कारक कहते हैं ऐसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं हमें पता है कि यदि हम करेंगे तब समीकरण μ Mdxμ N dy0 के स्वरूप का बन जाएगा समानता ऐसा ही होता है और हम यह उम्मीद करते हैं कि दिया गया समीकरण अब एक यथावत समीकरण बन गया है एक ऐसा mu जो यथा तक होने की शर्त को संतुष्ट करता हो वह वास्तव में एक अवकल समीकरण के समतुल्य है जिसके लिए mu एक फलन है दरअसल यह एक अवकल समीकरण है और कुछ नहीं यह कोई साधारण अवकल समीकरण नहीं है क्योंकि mu एक फलन है x y का और हमारे पास आंशिक व्युत्पन्न है यहां पर आंशिक अवकल समीकरण को दिया गया है इस प्रकार mu अज्ञात है mu एक निर्भर राशि है और xy स्वतंत्र राशियां हैं M तथा N भी ज्ञात राशियां है इस प्रकार वास्तव में यह एक आंशिक अवकल समीकरण PDE है हमें इस समीकरण को हल करना नहीं आता है क्योंकि यह एक आंशिक अवकल समीकरण है क्योंकि आपके पास दो रेखीय स्वतंत्र राशियां x तथा y है यदि हम इसे अवकल समीकरण के रूप में देखते हैं तो इस प्रकार हमारे पास दो परिस्थितियां हैं जब हम mu को केवल x के फलन के रूप में देखते हैं ऐसी स्थिति में इसे केवल x के पद होने चाहिए अब हम शर्ट के संतुष्ट होने की स्थिति को सुनियोजित करते हैं औरmu को प्राप्त कर सकते हैं हम यहां पर C1 के मान को एक के बराबर रख सकते हैं इससे हमें ex dx प्राप्त होगा जो कि हमारा समायोजन कारक है इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम केवल y का फलन चाहते हैं और यदि हम कंडीशन को सुनिश्चित करते हैं जांच करने पर हमें यह मालूम चलता है कि यह केवल y का फलन है और तब हम mu कमान निकालते हैं तो इस प्रकार प्राप्त समायोजन कारक अथवा इंटीग्रेशन सेक्टर केवल y का फलन होगा आगे बढ़ने और कुछ अन्य परिस्थितियों को देखने से पहले हम इस विषय पर कुछ उदाहरण करेंगे उदाहरण के लिए हम एक साधारण अबकल समीकरण x2yy1dx x1x2dy0 लेते हैं हम इसे हल करना चाहते हैं यहां पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि M x2yy1 है तथा N x1x2 है हम कंडीशन को सुनिश्चित करते हैं हम जांच करते हैं ∂M∂y और यह x21 के बराबर है ∂N∂x 13x2 के बराबर है यह दोनों बराबर नहीं है तो इस प्रकार दिया गया समीकरण यथावत समीकरण नहीं है हम यथार्थ समीकरणों को हल करने की विधियों को यहां पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं तब हम क्या कर सकते हैं हमें मालूम है ∂M∂y ∂N∂x इसलिए हम MY की जांच कर सकते हैं ∂M∂y ∂N∂x को या तो M अथवा N से विभाजित करते हैं यदि हम N से विभाजित करते हैं तब यह केवल x का फलन होगा हम इसकी पुष्टि करेंगे अब यदि विभाजित करें तो ∂M∂y ∂N∂xN 2x2x1x2 2 x1x2 और यह केवल x का फलन है तो इस प्रकार हमारा समायोजन कारण अथवा इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्राप्त हो चुका है mu एक पावर इंटीग्रल है यह हमारा x है यहां पर एक 2 x1x2 dx है यहां पर कुछ कांस्टेंट भी है हम उसे 1 मान सकते हैं तो इस प्रकार यह μe 2 x1x2 dx के बराबर है आइए देखते हैं इसका समायोजन कैसा होगा इसका समायोजन e log⁡1x2 होगा क्योंकि x के किसी भी मान के लिए चाहे वो धनात्मक हो अथवा ऋणआत्मक 1x2 सदैव ही धनात्मक होगा और इसके लिए log परिभाषित है इस प्रकार log वास्तव में 2 x1x2 के लिए विरोधी व्युत्पन्न है तो यह हमारा समायोजन है और यह 11x2 के बराबर है और यही हमारे लिए समायोजन कारक है तो यदि हम इसे दिए गए समीकरण में गुणा करते हैं तब इससे हमें इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा क्योंकि हमने समायोजन कारक प्राप्त कर लिया है तो हम समायोजन कारक से समीकरण में गुना करेंगे यहां 11x2 दिया हुआ है M मैं M 11x2x2yy1dxx dy0 है जब मैं इसे द्वितीय पद के साथ में गुणा करता हूं तब dy बराबर जीरो हो जाता है इस प्रकार अब यह समीकरण M तथा N के साथ यथावत समीकरण है ∂M∂y∂N∂x1 अब दिया हुआ समाधान साधारण समाधान है तो इसे हम क्या प्राप्त करेंगे हम इसे x0y0 x0 to x से समायोजित करेंगे हम x0 को सदैव ही 0 रखते हैं क्योंकि 0 डोमेन का ही एक अंग है यहां x वास्तविक संख्या है तो इस प्रकार यदि मैं x0 को 0 रखता हूं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है y के मान को भी एक पूर्ण वास्तविक संख्या रखी जा सकती है इस प्रकार हम y0 के मान को भी जीरो के बराबर रख सकते हैं इस प्रकार 0xy11x2dx0y0 dyC यदि मैं x0 तथा y0 दोनों के मान को ही 0 के बराबर रखता हूं तथा x को x0 तथा y बराबर y0 तब हमें 0y0 dyC प्राप्त होगा यह हमारा समाधान है और यह 0 है उनमें ना इसे हमें यह पता चलता है कि समाधान क्या है अगर हम समायोजन करते हैं तब इस प्रकार हमें xyx Cप्राप्त होगा और यह 0 के बराबर है क्या दिए गए प्रश्न के लिए साधारण समाधान है जब समीकरण यथावत समीकरण नहीं था परंतु हमने उससे विधि लगाकर यथावत समीकरण में परिवर्तित किया और उसके पश्चात हमने उस विधि से जो हमें पहले से मालूम थी उससे हल प्राप्त किया हमने अभी तक कुछ यथावत समीकरणों को हल किया है और हमने यह भी सीखा कि किस प्रकार ऐसे समीकरणों को जो यथार्थ समीकरण नहीं है उन्हें यथावत समीकरणों में परिवर्तित किया जा सकता है और उसके पश्चात हम समीकरण को समायोजित कर के साधारण समाधान प्राप्त कर सकते हैं किसी भी दिए गए अवकल समीकरण के लिए जब समीकरण साधारण समीकरण होना चाहिए और पहली घाट का समीकरण होना चाहिए इस विधि को समायोजन कारक विधि कहते हैं जबकि हम देखते हैं कि समायोजन कारक केवल x अथवा y का फलन होना चाहिए इस प्रकार हमने सीखा कि वह कौन सी कंडीशन है जिसकी पुष्टि करके हम किसी समीकरण को यथावत समीकरण अथवा नहीं कह सकते हैं और वह इस प्रकार हो कि समायोजन कारक या तो x का अथवा y का फलन हो इसके आगे की साधारण विधियों को हम अगले वीडियो में देखेंगे